आज हम अल्कोहल को कार्यात्मक समूहों के रूप में देखना शुरू करेंगे अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप R O H के रूप में R alkyl ग्रुप है जो sp3 hybridized कार्बन है वह एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए संक्षेप में हम अल्कोहल को R O H के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जहां R उदाहरण के लिए मेथनॉल या इथेनॉल हो सकते हैं जिसमें sp3 hybridized कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है I ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों के दो लोन पेयर भी हैं जो इन अल्कोहल की अधिकांश कार्बनिक रिएक्शनओं में भूमिका निभाएंगे उदाहरण के लिए यहां मेरे पास आइसोप्रोपेनॉल का एक मॉडल है और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है और यह ऑक्सीजन सेंट्रल कार्बन से जुड़ा हुआ है सेंट्रल कार्बन sp3 hybridized है यह एक टेट्राहेड्रल ज्यामिति का निर्माण कर रहा है और आइसोप्रोपेनॉल ऐसा दिखेगा आइसोप्रोपेनॉल का उपयोग औषधीय उद्योग में एक rubbing alcohol के रूप में किया जाता है और यह लो टॉक्ससिटी के कारण औषधीय उद्योग में डिसइनफेक्टेंट के रूप में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एल्कोहल में से एक है तो अगर आप वास्तव में इस ऑक्सीजन के लिए बॉन्डिंग कोण पर ध्यान देते हैं तो यह एक टेट्राहेड्रल कोण के करीब है वास्तव में मेथनॉल के लिए यह 1089 डिग्री के करीब है जो 1095 डिग्री के एक परिपूर्ण टेट्राहेड्रल कोण के बहुत करीब है तो यहां सभी परमाणु एक टेट्राहेड्रल ज्यामिति के करीब हैं हम अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल ऐसे यौगिक हैं जहां OH समूह एक प्राइमरी कार्बन पर संलग्न है उदाहरण के लिए इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि यह प्राइमरी कार्बन है एक सेकेंडरी अल्कोहल के पास निश्चित रूप से एक सेकेंडरी कार्बन होगा इसलिए उदाहरण के लिए आइसोप्रोपेनॉल एक सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है वह एक सेकेंडरी कार्बन है यह दो अल्काइल समूहों से जुड़ा हुआ है टर्शरी अल्कोहल ऐसी होगी जो टर्शरी बुटानॉल और यहां OH समूह से जुड़ा कार्बन प्रकृति में टर्शरी है यह तीन अन्य अल्काइल समूहों से जुड़ा है इस नामकरण को याद रखना अच्छा है क्योंकि हम रिएक्शनओं को देखने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी की तुलना में थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं और सेकेंडरी टर्शरी की तुलना में थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं और उस कार्बन पर एल्काइल समूहों के प्रतिस्थापन की प्रकृति अल्कोहल की संपूर्ण रिएक्शन में एक भूमिका निभाती है इसलिए इस नामकरण को शुरू करने के लिए जानना अच्छा है आइए अल्कोहल के भौतिक गुणों पर थोड़ा गौर करें अब अल्कोहल पानी के समान है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अल्कोहल के भौतिक गुण या कम से कम कम आणविक भार वाले अल्कोहल के भौतिक गुण पानी के करीब होंगे और सही मायने में अल्कोहल के मामले में इस OH समूह की मौजूदगी इसे बहुत ध्रुवीय यौगिक बनाती है और यदि आप ROH के बारे में सोचते हैं उदाहरण के लिए मेथनॉल का उदाहरण लेते हैं तो ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव हैI तो क्या होता है इस कार्बन पर आंशिक धनात्मक आवेश है उस आक्सीजन पर एक आंशिक ऋणात्मक और उस हाइड्रोजन पर एक आंशिक धनात्मक आवेश है क्योंकि वह ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है यह दोनों ओर से इलेक्ट्रॉनों को खींचने का प्रयास करती है जो वास्तव में इस पूरे अणु को ध्रुवीय अणु बनाता है अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इस तरह का आकर्षण जहां ऑक्सीजन पर एक ऋणात्मक आवेश डेल्टा ऋणात्मक और हाइड्रोजन पर एक डेल्टा धनात्मक आवेश होता है जिसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के रूप में कहा जाता है क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक अंत के बीच एक द्विध्रुवीय प्रवाह होता है हम जो बनाते हैं वह दो अल्कोहल अणुओं के बीच एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है अब इसके बारे में सोचें यह हाइड्रोजन वास्तव में किसी इलेक्ट्रोनगेटिव चीज से जुड़ा है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वे परमाणु हैं जो प्रकृति में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इस प्रकार यह उस हाइड्रोजन पर आंशिक सकारात्मक चार्ज बनाता है आप इसके आसपास के क्षेत्र में एक और अल्कोहल अणु लेते हैं उस अल्कोहल के अणु पर भी समान चार्ज होगा I और क्या होता है कि हाइड्रोजन और डायपोल के सकारात्मक अंत जिस पर ऑक्सीजन है जो दूसरे डायपोल का नेगेटिव एंड है के बीच एक आकर्षण का आंशिक बॉन्ड बन जाता है I और इस तरह का इंटरेक्शन एक मजबूत इंटरेक्शन है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं I तो अल्कोहल के मामले में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से कई अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि यहां OH सहसंयोजक बॉन्ड से भ्रमित नहीं होना है उदाहरण के लिए पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई 117 पिकोमीटर होती है और यह OH सहसंयोजक बॉन्ड की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक लंबा होता है या पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत लगभग 5 किलो कैलोरी प्रति मोल है लेकिन पानी में OH सहसंयोजक बॉन्ड की ताकत 118 किलो कैलोरी प्रति मोल है तो यह निश्चित रूप से कमजोर है OH सहसंयोजक बॉन्ड की तुलना में बहुत कमजोर है लेकिन 5 किलो कैलोरी प्रति मोल एक छोटी राशि नहीं है और विशेष रूप से यदि आप इस तरह के कई हाइड्रोजन बांडों के बारे में सोचते हैं तो इस हाइड्रोजन बांड का संचयी प्रभाव वास्तव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है या पानी के भौतिक गुणों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन अणुओं को अपने पड़ोसियों से अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है I और इसीलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है यह अपेक्षाकृत अधिक है और आपको इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने की आवश्यकता है और यही लक्षण अल्कोहल के लिए भी देखा जाता है इसलिए यदि आप उन यौगिकों की तुलना करते हैं जिनमें बराबर आणविक भार या समान आणविक भार है आप देखेंगे कि अल्कोहल ऐसे यौगिक हैं जिनके अन्य सभी फंक्शनल ग्रुप के बीच उच्च क्वथनांक है इसका कारण ध्रुवीय OH समूहों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति है इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं हेक्सेन बनाम 1 पेंटेनॉल बनाम 14 ब्यूटेनियोल 14 butanediol के boiling points को लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि 14 ब्यूटेनियोल जो 230 डिग्री पर उबलता है वह 1 पेंटेनॉल की तुलना में जो 138 डिग्री पर उबलता है सबसे अधिक उबालने वाला है जबकि हेक्सेन जिसके पास कोई OH समूह नहीं है वह केवल 69 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल लेगा और इन सभी में लगभग एक ही आणविक भार है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अणु समूह में OH समूहों को बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन बांडों की संख्या भी बढ़ती जाती है I इस प्रकार उस विशेष यौगिक के क्वथनांक को बढ़ा सकते हैं जब अल्कोहल के रासायनिक गुणों की बात आती है तो याद रखें कि अल्कोहल दोनों कमजोर एसिड जो प्रोटॉन दाता हैं और कमजोर आधार जो कि प्रोटॉन स्वीकर्ता भी हैं इसलिए हमने वास्तव में पहले अल्कोहल की विभिन्न रिएक्शनओं को देखा है और रिएक्शनओं में से एक जहां अल्कोहल एक एसिड के रूप में कार्य करता है वह है जब सोडियम एमाइड के साथ मेथनॉल की रिएक्शन फिर हम देखते हैं कि यह इस प्रोटॉन को आसानी से पकड़ लेगा और मेथनॉक्साइड और अमोनिया बनाएगा I और यह तब है जब यहां के हाइड्रोजन को छोड़ दिया जा रहा है और अल्कोहल मेथनॉल एक एसिड के रूप में काम करने वाला है जबकि मैं एक रिएक्शन भी लिख सकता हूं जहां अल्कोहल OH एक आधार के रूप में कार्य करेगा और इस मामले में चलो एक ही अणु मेथनॉल लेते हैं लेकिन मैं इसे HCl के साथ रिएक्शन करने जा रहा हूं तो मैं इसे एक मजबूत एसिड के साथ रिएक्शन करने जा रहा हूं आप जो देखेंगे वह यह है कि OH HCl के प्रोटॉन पर हमला करेगा और वास्तव में प्रोटॉननेटेड होकर प्रोटॉननेटेड अल्कोहल अणु और Cl का गठन करेगा I तो अल्कोहल जो OH कार्यक्षमता है एक एसिड अथवा आधार के रूप में कार्य कर सकती है अल्कोहल की सामान्य रिएक्शन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि OH अपने आप में एक बहुत खराब लीविंग ग्रुप है एक चीज जिसे आप वास्तव में याद रख सकते हैं वह है OH एक बहुत बुरा लीविंग ग्रुप है यह रासायनिक रिएक्शन अपने आप नहीं छोड़ेगा इसलिए उदाहरण के लिए हमने प्रतिस्थापन रिएक्शनओं को देखा है कुछ SN2 रिएक्शन की तरह आइए वही अणु मेथनॉल को लेते हैं और इस कार्बन को अज़ाइड जैसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करते हैं अब कोई क्या उम्मीद कर सकता है कि एजाइड यहां हमला कर सकता है और इस समूह को निकाल सकता है लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप हाइड्रॉक्साइड आयन बना रहे होते अब हाइड्रॉक्साइड आयन वास्तव में अपने आप मैं अस्थिर है यदि आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं तो हाइड्रॉक्साइड वास्तव में मजबूत आधार है तो इसके संयुग्मित एसिड पानी का pKa 16 के करीब है इस प्रकार यह एक बहुत बुरा लीविंग ग्रुप बना रहा है और इसलिए अल्कोहल की अधिकांश रासायनिक रिएक्शनओं में हम उस हाइड्रॉक्साइड आयन को लीविंग ग्रुप के रूप में हटा नहीं सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अल्कोहल SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं करेगा जहाँ OH या OH को लीविंग ग्रुप के रूप में हटाया जाता है अब इस नियम के कुछ अपवाद हैं लेकिन ज्यादातर इसे एक सामान्य नियम के रूप में याद रखा जा सकता है कि OH एक बहुत बुरा लीविंग ग्रुप है इसलिए अगर मुझे अल्कोहल की रिएक्शनशीलता को संक्षेप में प्रस्तुत करना है तो हमें रिएक्शनओं के तंत्र को जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह हैं को pridict करना होगा एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि ये दोनों कमजोर एसिड के साथ साथ कमजोर आधार भी हैं तो आप उस OH पर एक प्रोटॉन जोड़ सकते हैं या आप एक प्रोटॉन निकाल सकते हैं और ये तंत्र के सबसे प्रारंभिक चरणों में से एक हो सकता है जब आपके पास रिएक्शन में एक मजबूत एसिड या एक मजबूत आधार होता है I अल्कोहल की रिएक्शनशीलता के लिए याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि क्योंकि OH एक बहुत बुरा लीविंग ग्रुप है तंत्र में मुख्य चरणों में से एक है कि इसे पहले एक अच्छे लीविंग ग्रुप में परिवर्तित करना है और फिर इसे छोड़ देना है तो आप रिएक्शनओं को देखेंगे जहां OH एक बहुत खराब या खराब लीविंग ग्रुप है प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है या एक मजबूत एसिड के साथ रिएक्शन करता है ताकि OH2 यानी पानी जैसा कुछ बनाया जा सके और पानी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और इस प्रकार आप रिएक्शनओं को देखेंगे जहां OH को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करके OH2 में परिवर्तित किया जाता है या आप OH को ब्रोमाइड में या क्लोराइड में परिवर्तित करते हुए भी देखेंगे I इस प्रकार बाद की रासायनिक रिएक्शन सक्षम होगी जो कि एक प्रतिस्थापन रिएक्शन है ये दो मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप अल्कोहल और उनकी रासायनिक रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं इससे पहले कि हम अल्कोहल की रिएक्शनओं के साथ आगे बढ़ें हमें अल्कोहल के अणु बनाने के तरीकों को याद रखना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए हमने एल्कीन्स की रिएक्शनओं को देखा है जहां H3O के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्शन होती है आप उस कार्बन कार्बन डबल बांड के साथ OH और H का एडिशन इस प्रकार कर सकते हैं कि OH अधिक प्रतिस्थापित कार्बन में जाता है या हमने hydroboration oxidation जैसी रिएक्शनओं को भी देखा है जिसमें OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कम प्रतिस्थापित कार्बन पर समाप्त होता है हमने एक और रिएक्शन भी देखी है जो oxymercuration और reduction की रिएक्शन है जो OH को अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर भी रखेगी हाइड्रोनियम आयन बनाम oxymercuration और reduction के साथ रिएक्शन के बीच का अंतर यह है कि हाइड्रोनियम आयन के मामले में कार्बोकैटायन का गठन होता है और आपके पास कार्बोकैटायन पुनर्व्यवस्था हो सकता है लेकिन उदाहरण के लिए oxymercuration के मामले में आपको कार्बोकैटायन के पुनर्व्यवस्था के बिना उत्पाद मिलेगा इसलिए अल्कोहल बनाने के लिए एल्कीन्स की हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत बार उपयोग की जाती है और वास्तव में आइसोप्रोपेनॉल अणु जो हमने देखा है वह विश्व स्तर पर बना है हर साल लगभग 2 मिलियन टन आइसोप्रोपेनॉल का उपयोग विश्व स्तर पर किया जाता है जिसमें propene के जलयोजन के माध्यम से आइसोप्रोपेनॉल बनाया जाता है तो आप H3O के साथ propene ले सकते हैं और यह आइसोप्रोपेनॉल अणु बनाने जा रहा है तो यह एक औद्योगिक तैयारी है और इसका औषधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो कि इसकी लो टॉक्ससिटी के कारण एक कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए हमने इन रिएक्शनओं को देखा है जब एल्कीन्स अल्कोहल बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं हमने अल्काइल हैलाइड्स से रिएक्शनओं को भी देखा है जब आप एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का उपयोग कर सकते हैं और एक अल्कोहल बनाने के लिए SN2 रिएक्शन कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मैं मिथाइल ब्रोमाइड पर रिएक्शन कर सकता हूं या एथिल ब्रोमाइड को हाइड्रोक्साइड से न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्ट कर सकता हूं और मेथनॉल बना सकता हूं तो आप एक प्राइमरी या मिथाइल कार्बन पर SN2 रसायन कर सकते हैं कभी कभी एक सेकेंडरी कार्बन भी अल्कोहल बना सकते हैं तो यहां हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल होगा या हमने यह भी देखा है कि जब टर्शरी एल्कलाइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको एक टर्शरी अल्कोहल देगा इसलिए मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले सकता हूं और इसे SN1 रिएक्शन में पानी के साथ रिएक्शन कर सकता हूं और इससे टर्शरी ब्यूटानॉल मिलेगा तो हमने वास्तव में इन रिएक्शनओं को एल्कीन से अल्कोहल या अल्काइल हलाइड को अल्कोहल में बदलने के लिए देखा है अब आप उन रिएक्शनओं को भी याद कर सकते हैं जिन्हें हमने एल्कीन्स को एल्काइल हैलाइड्स में परिवर्तित करने के लिए देखा है इसलिए मैं इन्हें कवर नहीं कर रहा हूं लेकिन आप यह सोच सकते हैं कि एल्कीन्स के फंक्शनल ग्रुप को एल्काइल हलाइड में कैसे परिवर्तित किया जाए और एल्काइल हलाइड को अल्कोहल में बदल दिया जाए तो इस तरह से केमिस्ट एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे में जाने के लिए सिंथेटिक योजनाओं के बारे में सोचते हैं तो ये रिएक्शनएं हैं जो हमने अल्कोहल बनाने के लिए देखी हैं अब जब अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो वे विभिन्न तरीकों से रिएक्शन कर सकते हैं और आइए अब अल्कोहल की रिएक्शनओं को देखें अल्कोहल की प्रतिष्ठित रिएक्शनओं में से एक जिसका उपयोग अल्कोहल के निर्धारक परीक्षण के रूप में किया जाता है जब अल्कोहल पहले समूह से उन तत्वों जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम या अन्य सक्रिय धातु के साथ रिएक्शन करके वास्तव में हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं I इसलिए जब अल्कोहल उदाहरण के लिए सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे हाइड्रोजन और इसी धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगे यह एक oxidation reduction रिएक्शन की तरह है तो सोडियम का Na और H में ऑक्सीकरण होगा जो इस रिएक्शन में बनता है और रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस H2 बनाता है वास्तव में आपने यह रिएक्शन अल्कोहल के परीक्षण के रूप में की होगी इसलिए यदि आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें अल्कोहल लेते हैं और उसमें सोडियम मिलाते हैं तो टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकलती है आप उसमें एक लौ पकड़ सकते हैं और आपको एक पफ ध्वनि सुनाई देगी जो इंगित करती है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई थी यह एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में अल्कोहल की पहचान करने के अधिक ज्ञात परीक्षणों में से एक है और आइए इस रिएक्शन को देखते हैं आइए इथेनॉल लेते हैं और सोडियम धातु को इसमें डालते हैं अब उदाहरण के लिए यह शीर्ष पर 0 सोडियम की धात्विक अवस्था है और यहां जो बनता है वह सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है और इस हाइड्रोजन गैस का अल्कोहल की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो जो एल्कोऑक्साइड बनता है वह कई अन्य रासायनिक रिएक्शनओं में उपयोगी है तो एल्कॉक्साइड आयन हाइड्रॉक्साइड आयनों की तुलना में लगभग समान या अधिक मजबूत बेस हैं और इसीलिए इन एल्कोक्साइड आयनों का उपयोग कार्बनिक रिएक्शनओं में आधार के रूप में किया जा सकता है जिनके लिए एक मजबूत बेस की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए एक E2 रिएक्शन के लिए गैर जलीय सॉल्वैंट्स की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए अल्कोहल एक गैर जलीय विलायक है और आप E2 तरह की रिएक्शन में काम करने के लिए बेस के रूप में इथेनॉल में सोडियम एथोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं इसलिए आपको यह याद दिलाने के लिए कि हमने E2 रिएक्शनओं को इन जैसे देखा है जिसमें सोडियम एथोक्साइड और इथेनॉल का उपयोग E2 रसायन को करने के लिए एक अभिकर्मक के रूप में होता है और फाइनल एल्कीन बनाने के लिए बेस के रूप में काम में लाया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अल्कोहल की अधिकांश रिएक्शनएं एक ऐसा चरण शामिल करेंगी जिसमें खराब लीविंग ग्रुप OH को एक अच्छा लीविंग ग्रुप में बदल दिया जाता है अब हम कुछ रिएक्शनओं को देखने जा रहे हैं जिसमें हम पहली बार अल्कोहल के इस बुरे लीविंग ग्रुप को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में बदल देते हैं OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में परिवर्तित करने की पहली रणनीति OH से OH2 में रूपांतरण है आइए इस रणनीति का उपयोग करके टर्शरी अल्कोहल को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में बदलने का तरीका देखें इसलिए उदाहरण के लिए टर्शरी अल्कोहल के रूप में मैं टर्शरी ब्यूटेनॉल ले रहा हूं जब आप इसे वास्तव में मजबूत एसिड जैसे HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद रखिए अल्कोहल कमजोर आधार भी होते हैं पहला चरण ऐसा होता है जिसमें OH इस प्रोटॉन पर हमला करेगा और इस प्रोटॉनेटेड अल्कोहल अणु का निर्माण करेगा अब अचानक इस OH से जो एक बुरा लीविंग ग्रुप था हमने एक अच्छा लीविंग ग्रुप बदल दिया है जो पानी है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं की OH एक बुरा लीविंग ग्रुप क्यों है तो इसका कारण यह है कि यह हाइड्रॉक्साइड आयन को निकालकर चार्ज हो जाता है 'nature hate charges' I जबकि जब पानी OH2 छोड़ता है इसे एक neutral जल अणु के रूप में छोड़ता है और इसलिए पहले चरण में जब आप इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण करते हैं उदाहरण के लिए यहां एक ब्रोमाइड आयन ने आपने OH को बदल दिया है जो एक बुरा लीविंग ग्रुप वास्तव में अच्छा लीविंग ग्रुप में बदल गया है जो पानी है अब इस मामले में आगे क्या होता है क्योंकि आपके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप है यह पानी और टर्शरी ब्यूटाइल cation बनाने के लिए जा रहा है एक बार जब हम इसे बना लेते हैं तो याद रखें कि ब्रोमाइड जो पहले चरण में बच गया था उस cation पर हमला कर सकता है ताकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन सके और पानी एक लीविंग ग्रुप के रूप में अलग हो जाता है I तो टर्शरी अल्कोहल HCl HBr HI के साथ तेजी से रिएक्शन कर सकते हैं वास्तव में आप किसी भी अल्कोहल पानी में घुलनशील टर्शरी अल्कोहल ले सकते हैं और आप इसे कमरे के तापमान पर कुछ मिनटों के लिए एक concentrated एसिड के साथ मिला सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप अल्कोहल का निर्माण हेलोकेन गठन में होगा तो हमने टर्शरी ब्यूटेनॉल को इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में बदल दिया है और यह रूपांतरण वास्तव में कमरे के तापमान पर भी संभव है इसलिए अगर मैं आपसे सच में पूछूं कि यह पूरा तंत्र कैसा था तो यह एक SN1 तंत्र है आप पहले अच्छे लीविंग ग्रुप का निर्माण करते हैं अच्छा लीविंग ग्रुप एक कार्बोकैटायन बनाता है और उस कार्बोकैटायन पर बाद में किसी और के साथ हमला किया जाता है जिसने शुरुआती अल्कोहल की स्थिति को प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक unimolecular रिएक्शन है और यह एक टर्शरी अल्कोहल के लिए संभव है इसका कारण यह है कि हम एक कदम में जो कार्बोकैटायन बना रहे हैं वह पर्याप्त स्थिर है तो टर्शरी अल्कोहल SN1 प्रकार के रसायन विज्ञान का उपयोग करके संबंधित हेलो एल्केन में परिवर्तित किया जा सकता है वही वास्तव में प्राइमरी अल्कोहल के लिए काम नहीं करता है तो अब हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शनओं में से एक पर नज़र डालते हैं और प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ उसी तरह की chemistry पर रिएक्शन करते हैं तो अब मेरे पास यहाँ propanol है तो चलिए propanol को लेते हैं और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं बेशक पहला कदम ऐसा है कि OH इस HCl के प्रोटॉन पर हमला करेगा और यह वास्तव में उस ऑक्सीजन पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने वाले आधार के रूप में कार्य करेगा हालांकि हमने एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाया है यह याद रखें कि अगर यह अलग हो जाता है तो आप कुछ अस्थिर बनाने जा रहे हैं क्योंकि बना हुआ प्राइमरी कार्बोकैटायन पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं होगा तो इस SN1 फैशन में सही रिएक्शन करने के लिए इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल अणु के लिए कोई ड्राइविंग बल नहीं है यह ऑक्सोनियम आयन SN1 chemistry में भाग लेने वाला नहीं है इसके बजाय क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन जो बच गया था वह वापस आएगा और इस कार्बन पर हमला करेगा और लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा तो यह एक SN2 प्रकार की chemistry की तरह है और आप यहां जो भी बनाएंगे वह क्लोराइड और पानी का अणु होगा जो एक अच्छे लीविंग ग्रुप के रूप में निकलता है इसलिए हमने देखा है कि कैसे टर्शरी अल्कोहल HBr के साथ SN1 फैशन में रिएक्शन करते हैं वही रिएजेंट HBr प्राइमरी या मिथाइल अल्कोहल के साथ SN2 रिएक्शन करेगा अब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यह वास्तव में निर्भर करता है कि सेकेंडरी अल्कोहल किस प्रकार का अणु है और यह उस विशेष कार्बोकैटायन की स्थिरता के आधार पर SN1 or SN2 chemistry के माध्यम से जा सकता है